इस व्याख्यान में हम कुछ ऐसे सेंसरों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका उपयोग हम इंटरफेस के लिए और कुछ एम्बेडेड सिस्टम अनुप्रयोगों को निर्मित करने के लिए कर सकते हैं यहाँ हम संक्षेप में कुछ सेंसर जैसे स्पीकर टेम्परेचर सेंसर LM35 लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर माइक्रोफोन के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम प्रदर्शन के भाग के रूप में दिखा रहे हैं हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं लेकिन बहुत संक्षिप्त में कार्य सिद्धांत दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि यह कैसे काम कर रहा है पहले हम स्पीकर के बारे में बात करते हैं स्पीकर एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम कुछ ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं स्पीकर अनिवार्य रूप से एक इलेक्ट्रो एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर है जिसका अर्थ है कि यह एक इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को संगत ध्वनि में परिवर्तित करता है इसका मतलब है आप एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेवफॉर्म इनपुट के रूप में देते हैं और स्पीकर आउटपुट के रूप में एक ध्वनि उत्पन्न करेगा अब एक स्पीकर के अंदर क्या है स्पीकर के अंदर एक स्थायी चुंबक होता है और एक मूवेबल एलेक्ट्रोमग्नेट होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण कुछ फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से किया जाता है जिसके चारों ओर एक कुंडली होता है जब भी कुंडली से करंट प्रवाहित होता है तो वह पदार्थ चुंबक बन जाता है आईडिया इस प्रकार है एक स्थायी चुंबक होता है और फेरोमैग्नेट के चारों ओर कुंडली चलायमान होता है जब भी करंट प्रवाहित होता है तो यह चुंबक बन जाएगा तो जिस तरह के करंट हम गुजार रहे हैं यह या तो स्थायी चुंबक की ओर आकर्षित होगा या फिर स्थायी चुंबक से विकर्षित होगा और एक कंपन होगा यही मूल युक्ति है जब विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह पदार्थ एक चुम्बक बन जाता है और दो चुम्बक या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक रिपल्सिव फ़ोर्स होगा जो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे यह करंट की ध्रुवता के आधार पर होगा करंट किस दिशा में प्रवाहित हो रही है बस आरेख को देखते हुए आप यहां देखते हैं कि स्थायी चुंबक पीछे दिखाया गया है यह स्थायी चुंबक है और कॉइल में कॉइल एक मध्य बिंदु के आसपास लपेटा हुआ होता है यह स्थायी चुंबक से जुड़ा हुआ या संलग्न हो सकता है या यह एक अलग चल हिस्सा भी हो सकता है आप दो अलग अलग प्रकार के स्पीकर निर्माण कर सकते हैं और जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल के आधार पर करंट प्रवाहित होगा तो कॉइल में कुछ करंट प्रवाहित होता है तो यह कॉइल आकर्षण या रिपल्सिव फोर्स के आधार पर आगे और पीछे की ओर गति करेगा और उस कॉइल से एक पतला डायाफ्राम जुड़ा है स्पीकर में आपने देखा होगा कि शीर्ष पर इस तरह एक डायाफ्राम होता है एक पतली नरम सामग्री जो पीछे और आगे बढ़ना शुरू होती है और कंपन होता है अब यदि वह कंपन एक फ्रीक्वेंसी रेंज में है जिसे हमारा कान सुन सकता है तो हम एक ध्वनि सुनेंगे अब आप जानते हैं कि सामान्य ऑडियो रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज है मानव कान इस आवृत्ति रेंज के बीच सुनने में सक्षम है यदि एक आवृत्ति है जिसके साथ डायाफ्राम इस सीमा में कंपन कर रहा है तो हम उस ध्वनि को सुन पाएंगे यह ऐसे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ साथ डायाफ्राम ऊपर नीचे हो रहा होगा एक कंपन होगा और कंपन की आवृत्ति ध्वनि उत्पन्न करेगी अधिकांश ऑडियो सिस्टम में हमारे पास बहुत कम नॉइस के साथ एक अच्छा एम्पलीफायर सर्किट भी होता है ताकि हमें एक बहुत ही स्पष्ट और अच्छी ध्वनि मिल सके इसके बाद एक प्रकार के टेम्पेरेचर सेंसर के बारे में बात करते हैं यह एक बहुत लोकप्रिय टेम्पेरेचर सेंसर है जो हम में से कई अपने प्रयोगों में उपयोग करते हैं इसे LM35 कहा जाता है यह LM35 का एक बहुत ही सुविधाजनक प्रकार का टेम्पेरेचर सेंसर है यह इस तरह दिख रहा है यहाँ 3 पिन हैं पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 पावर सप्लाई पिन हैं पिन नंबर 3 आप ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और पिन नंबर 1 आप एक पॉजिटिव पावर सप्लाई से जोड़ सकते हैं LM35 की प्रकार संख्या के आधार पर यह पावर सप्लाई वोल्टेज 4 और 20 वोल्ट के बीच हो सकती है और मध्य पिन नंबर 2 कुछ एनालॉग वोल्टेज उत्पन्न करेगा जो बाहरी परिवेश के तापमान के आनुपातिक होगा LM35 के दो संस्करण उपलब्ध हैं उनमें से कुछ डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में तापमान के आनुपातिक वोल्टेज को सीधे उत्पन्न कर सकते हैं एक और संस्करण है जो डिग्री फ़ारेनहाइट में भी दे सकता है जैसा कि मैंने कहा कि आउटपुट वोल्टेज इन सेंसरों में तापमान के आनुपातिक है जिस तरह का सेंसर हम आपको दिखा रहे हैं वह डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के के समानुपाती होगा और यह सब इस सर्किटरी के अंदर बनाया गया है आपको किसी भी प्रकार के बाहरी कैलीब्रेशन की आवश्यकता नहीं है और इसकी सटीकता 025 o C है जो प्रायः अधिकांश अनुप्रयोगों में पर्याप्त है और यह बहुत कम बिजली की खपत करता है ऑपरेशन के समय 60 माइक्रोएम्पियर करंट तो यह भी एक बहुत लो पावर वाला उपकरण है और यह 55 से 155 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में संचालन कर सकता है पावर सप्लाई सीमा भी 4 से 20 वोल्ट तक है ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य बिंदु एक एनालॉग आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है और यह आनुपातिक है तो प्रोपोरशनलिटी कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट ऑफ़ प्रोपोरशनलिटी तापमान में हर डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए आउटपुट वोल्टेज में 10 मिलीवॉट की वृद्धि है इस तरह से इस उपकरण का निर्माण किया गया है आंतरिक रूप से मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं यह डिवाइस इस तरह दिखता है आप देखते हैं कि दो ट्रांजिस्टर हैं कुछ डायोड हैं कुछ एम्पलीफायर हैं एक स्थिर करंट स्रोत है और ये दो ट्रांजिस्टर बहुत अजीब हैं उनमें से एक में एक एमिटर है जो दूसरे की तुलना में 10 गुना बड़ा है आप देखें कि मैं यह समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि यह सर्किट कैसे काम करता है लेकिन अभिप्राय यह है कि जो करंट ट्रांजिस्टर के माध्यम से बह रही हैं वहां परिवेश के तापमान पर अत्यधिक निर्भरता है कि तापमान सेन्स कैसे होती है और इन दो ट्रांजिस्टर में प्रवाहित होने वाली धाराओं में अंतर को बढ़ाया गया है और इस प्रतिरोध R1 के पार वोल्टेज वास्तव में निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता जा रहा है और दूसरी तरफ यह निरपेक्ष तापमान का मान कुछ अन्य सर्किटरी के माध्यम से इस वोल्टेज को एक वोल्टेज में परिवर्तित किया जा रहा है जिसे या तो डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड के आनुपातिक बनाया जा सकता है तो LM35 डिवाइस के दो परिवार हैं जो मैंने आपको बताया था एक आपको डिग्री सेंटीग्रेड के आनुपातिक आउटपुट वोल्टेज देता है अन्य आनुपातिक डिग्री फारेनहाइट देता है पर इसका उपयोग करना बेहद सरल है यहाँ मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ जहाँ एक आर्डुइनो UNO बोर्ड के साथ हम एक LM35 को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सबसे बाएं टर्मिनल को हम 5V से जोड़ रहे हैं यह वह टर्मिनल है जो 5V को जनरेट कर रहा है हम इसे सीधे 5V से जोड़ रहे हैं यह सबसे दाहिना काला तार ग्राउंड से जुड़ा है और मध्य में एक जो तापमान के आनुपातिक एनालॉग आउटपुट को उत्पन्न करने वाला है वह पोर्ट लाइनों में से एक से जुड़ा हुआ है आप देखते हैं कि हमने एक एनालॉग इनपुट से जोड़ा हुआ है क्योंकि यह एक एनालॉग वोल्टेज है आप बिल्ट इन ए डी कनवर्टर के माध्यम से एनालॉग वोल्टेज के मान को पढ़ सकते हैं आप डेटा पढ़ सकते हैं और आप गणना कर सकते हैं कि बाहर का वास्तविक तापमान क्या है अब हम लाइट डिपेंडेंट रसिस्टर नामक एक सेंसर के बारे में बात करते हैं जो प्रकाश को महसूस क्र सकता है एलडीआर एक बहुत छोटा उपकरण है यह इस तरह दिखता है यह एक दो टर्मिनल डिवाइस है और एक पारदर्शी विंडो है शीर्ष पर आप इस तरह के कुछ टेढ़े मेढ़े पैटर्न अंदर में देख सकते हैं कि एक एलडीआर कैसा दिखता है इस एलडीआर को कभी कभी एक फोटो रसिस्टर भी कहा जाता है यह एक प्रतिरोध है जिसका मान उस पर पड़ने वाले प्रकाश के आधार पर बदलता है इसी तरह से एलडीआर काम करता है प्रतिरोध का मान कितनी रोशनी इस पर पढ़ी हैउसके अनुसार बदल जाता है आप प्रतिरोध को माप सकते हैं जो आपको जो उस पर पड़ रही है वो प्रकाश की तीव्रता के बारे में एक अनुमान देगा आंतरिक रूप से यह कुछ अर्धचालक सामग्री से बना है क्योंकि अर्धचालक सामग्री में इस तरह के फोटो रेसिस्टिव गुण होते हैं जब प्रकाश उन पर गिरता है तो प्रतिरोधकता बदल जाती है जब प्रकाश या फोटॉन डिवाइस पर गिरते हैं तो डिवाइस के अंदर के इलेक्ट्रॉन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं आमतौर पर उन्हें वैलेंस बैंड कहा जाता है वे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं यदि वे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को ओर चलते हैं इसका मतलब है कि प्रतिरोध में कमी के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉन और अधिक गतिशील हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के परिणामस्वरुप करंट का प्रवाह होता है और दूसरा लक्षण यह है कि जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है चरघातांकी तरीके से प्रतिरोध घटता जाता है LM35 के विपरीत यह एक रैखिक उपकरण नहीं है प्रतिरोध तीव्रता के स्तर के आनुपातिक नहीं है यह इस तरह के चरघातांकी वक्र का अनुसरण करता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है आप इस विशिष्ट वक्र में देखते हैं कि हमारे पास मेगा ओम के आर्डर का प्रतिरोध है और इस बिंदु पर हमारे पास सैकड़ों ओम के आर्डर का प्रतिरोध है इसलिए मेगा ओम से लेकर सैकड़ों ओम तक बहुत बड़ा अंतर है यदि आपके पास में इस प्रतिरोध में परिवर्तन को महसूस करने के लिए एक उचित सर्किट्री है तो आप बहुत तीव्रता से और सटीकता से प्रकाश की तीव्रता का स्तर समझ सकते हैं दूसरे बिंदु पर ध्यान दें कि ये डिवाइस तेजी से नहीं चमक रहे हैं वे आउटपुट उत्पन्न करने में थोड़ा समय लेते हैं जैसे जब इन उपकरणों पर प्रकाश पड़ता है तो यह डिवाइस आमतौर पर प्रतिक्रिया देने और आउटपुट को व्यवस्थित करने के लिए दसियों के क्रम के मिलीसेकंड का समय लेता है और जब प्रकाश फिर से निकाला जाता है तो आप इसे एक अंधेरी जगह पर रख देते हैं तो प्रतिरोध को उस उच्च प्रतिरोध स्थिति में वापस जाने में कुछ सेकंड लग सकते हैं यह आपको याद रखना चाहिए इसका मतलब है प्रतिक्रिया का समय माइक्रोसेकंड या बहुत कम मिलीसेकंड के क्रम का नहीं है अब बहुत आम तौर पर इंटरफेसिंग के बारे में बात करते हुए हम कुछ रेजिस्टेंस डिवाइडर सर्किट का उपयोग करते हैं जैसे हम एक LDR का उपयोग कर सकते हैं हम 5V आपूर्ति के साथ एक प्रतिरोध R1 का उपयोग कर सकते हैं इसे हम माइक्रोकंट्रोलर के एनालॉग इनपुट पिंस में से एक में फीड कर सकते हैं तो आपको पहले अपेक्षित वातावरण में एनालॉग आउटपुट वोल्टेज की सीमा का पता लगाना होगा या क्या LDR का उपयोग प्रकाश की तीव्रता एक सीमा से कम हो गई है या नहीं यह जांचने के लिए किया जा सकता है तो आपको एक प्रयोग करना होगा और यह पता लगाना होगा कि अंधेरे स्थिति में और प्रकाश की स्थिति में प्रतिरोध का मान क्या है तो इस R से LDR का मान बदल रहा है इसके अनुसार आपको R1 का मान चुनना होगा ताकि वोल्टेज में परिवर्तन आउटपुट सार्थक हो सके आप इस एनालॉग इनपुट को माइक्रोकंट्रोलर में पढ़ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि इसके साथ क्या करना है अब आखिरी प्रकार का सेंसर जिसके बारे में हम इस व्याख्यान में बात करेंगे वह एक माइक्रोफोन है माइक्रोफोन एक तरह का साउंड सेंसर होता है कुछ ध्वनि उत्पन्न की जा रही होती है जिसे माइक्रोफोन द्वारा पकड़ लिया जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदल दिया जाता है तो अनिवार्य रूप से एक माइक्रोफोन क्या है कार्यक्षमता के संदर्भ में आंतरिक व्यवस्था के रूप में यह एक स्पीकर के समान है लेकिन यह बिल्कुल विपरीत मोड में काम करता है स्पीकर एक विद्युत सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है डिजाइन बहुत समान है यहाँ भी एक डायाफ्राम है लेकिन माइक्रोफोन स्पीकर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं आमतौर पर स्पीकर आकार में बड़े होते हैं इसके विपरीत माइक्रोफोन आकार में बहुत छोटे होते हैं अंदर एक बहुत छोटा डायाफ्राम है जब आप इस पर बोलते हैं तो डायफ्राम कम्पन करता है डायफ्राम के नीचे उस स्थायी चुंबक के चारों ओर एक कॉइल भी होता है अब आप कॉइल के माध्यम से करंट पास नहीं कर रहे हैं बल्कि आप डायफ्राम को ध्वनि की प्रतिक्रिया में कंपन करने की अनुमति दे रहे हैं अब जैसे कि कॉइल एक चुंबकीय माध्यम के अंदर कंपन करता है तो कॉइल में एक वोल्टेज प्रेरित किया जाएगा और उस वोल्टेज को आप माप सकते हैं वास्तव में यह कैसे काम करता है डायाफ्राम आगे और पीछे चलता है कोईल जो डायाफ्राम से जुड़ा होता है वह भी आगे और पीछे चलेगा एक स्पीकर की तरह यहाँ एक स्थायी चुंबक होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा जिस में कोईल बैठे होते हैं तो जैसा कि कोईल चलता है एक विद्युत प्रवाह इसके माध्यम से प्रवाहित होगा जिसके कारण एक वोल्टेज प्रेरित होगा तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है ऐसे एक माइक्रोफोन काम करता है अब इंटरफेसिंग भी काफी मुश्किल नहीं है मैं एक विशिष्ट इंटरफ़ेस दिखा रहा हूं इसे करने के सरल तरीके भी हो सकते हैं आप यहाँ देख रहे हैं यह एक माइक्रोफोन का प्रतीकात्मक आरेख है यहाँ मैं आपको एक ट्रांजिस्टर स्तर का एम्पलीफायर दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ प्रतिरोध और कुछ कपसिटंस हैं जब भी आप बोल रहे हैं ध्वनि को एक वोल्टेज में परिवर्तित किया जा रहा है जो कि 0 से 5 वोल्ट की सीमा में है यहाँ विशिष्ट इंटरफ़ेस दिखाया गया है जहाँ आप माइक्रोफ़ोन को बैठे हुए देख सकते हैं और दूसरे सर्किटरी जिसे आप यहाँ देख सकते हैं यह आपका ट्रांजिस्टर है और आपने इस आर्डुइनो यूएनओ के साथ संबंध बना लिया है आपको यह भी बता दूं कि जब आप कुछ प्रयोगों के लिए इस प्रकार का एक माइक्रोफोन खरीदना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ उत्पाद उपलब्ध हैं जिसमें पहले से ही यह सर्किटरी निर्मित हैं इसलिए यदि आप इसे खरीदते हैं तो आपको इस सर्किट का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है सीधे यह इकाई आपको एक वोल्टेज देगी जो ध्वनि के आनुपातिक होगी इसके साथ ही हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम इन उपकरणों में से कुछ के साथ जारी रखेंगे जिनका उपयोग हम आपको दिखाने के लिए या इंटरफेसिंग प्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए करेंगे धन्यवाद